हम केवल IC 74153 का आधा ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा एक हिस्सा लेते हैं B और A हम जोड़ते हैं B A हमने केवल इनपुट जोड़ा है ठीक हम E 0 के बराबर या स्ट्रोब 0 के बराबर रखते हैं यदि आप ऊपर का हिस्सा ले रहे हैं तब स्ट्रोब G 1 के ऊपर का हिस्सा हम 0 के रूप में लेते हैं और संबंधित 1 C 0 1 C 1 1 C 0 1 C 1 1 C 2 1 C 3 हम 0 1 1 0 लेते हैं और हम Y से पहला भाग लेंगे और यह विशेष सत्य तालिका बन गई है क्या यह स्पष्ट है Y B'A BA' तो वह 2 चर वास्तविकरण के लिए था 3 चर वास्तविकरण के लिए हम IC 74151 देख सकते हैं जो एक 8 से 1 मल्टीप्लैक्सर है 8 से 1 मल्टीप्लेक्सर इसमें भी उसकी तरह एक स्ट्रोब इनपुट है लेकिन इसमें दोनों नॉन इनवर्टेड और इनवर्टेड आउटपुट है हमने IC 74153 के लिए नॉन इनवर्टेड आउटपुट देखा है और हमने IC 74150 के लिए इनवर्टेड आउटपुट देखा है तो IC 74151 में दोनों संस्करण है इसलिए मूल रूप से आप अपनी आवश्यकतानुसार इनमें से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं और आप एक सत्य तालिका बनाना चाहते हैं जिसमें यह मिनटर्म 0 2 3 6 7 है ठीक है Y FABC ∑ m 02367 तो आप कैसे जाते हो यह 8 से 1 मल्टीप्लैक्सर है यह सिलेक्ट इनपुट है और हम जानते हैं 0 0 0 0 0 1 से 1 1 1 तक यह संबंधित डाटा इनपुट है और पहले की कक्षा में पिछली चर्चा के साथ जाने पर और अभी जो आपने 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर 2 चर उदाहरण के लिए किया तो जहां भी यह मिनटर्म है संबंधित D naught मान Di मान हम उन्हें 1 रखते हैं तो यह 0 है D naught की जगह हम 1 रखेंगे तब 1 वहां नहीं है मिनटर्म 1 उपस्थित नहीं है इसलिए D 1 की जगह हम 0 रखेंगे तदनुसार 0 2 3 6 7 इसलिए 0 2 3 6 7 हम 1 रखते हैं और बाकी जगहों पर हम 0 रखते हैं और हम आउटपुट नॉन इनवर्टेड आउटपुट से लेते हैं और फंक्शन बन गया है क्या यह स्पष्ट है अतः उपलब्ध ICs से यह इस प्रकार बनाया जा सकता है और इसके कारण हम बता सकते हैं हम यह पा सकते हैं कि मल्टीप्लैक्सर एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट के रूप में उपयोग किया जा सकता है इसका क्या मतलब है

यह संभव है यदि हम प्रविष्ट चर अवधारणा का उपयोग करें जो हमने पहले की स्थिति में किया था जहां प्रविष्ट चर आधारित न्यूनीकरण था ठीक है हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं यह कैसे किया जा सकता है